इस मॉड्यूल में हम परिवहन समस्या का अध्ययन करते हैं रैखिक क्रमादेशन और संचालन अनुसंधान में परिवहन समस्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अब मैं परिवहन समस्या के बारे में बताता हूं जो यहां दिखाया गया है जिसमें कुछ गाँठे नोड्स nodes या कोने वर्टिसेसvertices हैं जो वृत्त चाप आर्क arcs से जुड़े हैं अब परिवहन समस्या आपूर्ति बिंदु सप्लाय पॉइंटस supply points या बिन्दुओ पॉइंटस points के एक सेट से एक वस्तु या एक ही वस्तु के परिवहन के बारे में बात करती है जहां गंतव्य बिंदु डेस्टिनेशन पॉइंटस destination points के लिए वस्तु उपलब्ध है या मांग बिंदु डिमांड पॉइंटस demand points के लिए जहां वस्तु की आवश्यकता होती है तो यह नेटवर्क एक परिवहन समस्या को दर्शाता है जहां वस्तु तीन सप्लाय पॉइंटस में उपलब्ध है जो यहां दिखाए गए हैं यह तीन आपूर्ति बिंदुओं में उपलब्ध है यह सप्लाय पॉइंट एक है यह सप्लाय पॉइंट दो है यह सप्लाय पॉइंट तीन है तो यह तीन स्थानों पर उपलब्ध है उपलब्ध मात्रा इन संख्याओं 40 25 सप्लाय पॉइंटस और 35 द्वारा दी गई है इस वस्तु की इकाइयाँ इन सभी सप्लाय पॉइंट में उपलब्ध हैं अब अन्य तीन बिंदु रिक्वायरमेंट पॉइंटस या डिमांड पॉइंटस हैं अब ये तीन डिमांड पॉइंटस हैं और इन तीन स्थानों में आवश्यकता 30 अन्य 30 और 40 है अब समस्या उन स्थानों से उपलब्ध वस्तुओं को ले जाने की है जहां वे उपलब्ध हैं वहां से जहां उनकी आवश्यकता है जाहिर है कि परिवहन की लागत होने वाली है अब परिवहन की इस लागत को एक इकाई लागत के रूप में दिया गया है उदाहरण के लिए यह 8 सप्लाय पॉइंट एक से एक इकाई को डिमांड पॉइंट एक तक ले जाने की लागत है हम इसे सप्लाय पॉइंट एक कह सकते हैं यह डिमांड पॉइंट एक है इसलिए यह 8 सप्लाय पॉइंट एक से डिमांड पॉइंट एक तक एक इकाई की परिवहन लागत है इसी तरह इस 5 को इस सप्लाय पॉइंट से इस डिमांड पॉइंट पर एक इकाई के परिवहन की लागत के रूप में लिया जा सकता है इसलिए चूंकि तीन सप्लाय पॉइंटस हैं और तीन डिमांड पॉइंट हैं उन्हें परिवहन के नौ तरीके हैं और आप नौ लागतें देख सकते हैं जो यहां लिखी गई हैं जब तक अन्यथा कहा गया हो परिवहन समस्या यह मानती है कि प्रत्येक सप्लाय पॉइंट से प्रत्येक डिमांड पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट पर सीधे परिवहन करना संभव है आप यह भी देखेंगे कि परिवहन समस्या में आप सप्लाय पॉइंट एक से सीधे डिमांड पॉइंट एक पर सप्लाय कर सकते हैं आप उन्हें एक सप्लाय पॉइंट से दूसरे तक या एक डिमांड पॉइंट से दूसरे में नहीं ले जाते हैं ऐसी स्थिति के लिए परिवहन समस्या हमें अनुमति नहीं देता है इसलिए सप्लाय पॉइंटस से सीधे डिमांड पॉइंटस तक परिवहन की अनुमति है तो इस मामले में सप्लाय पॉइंटस का एक सेट है तीन सप्लाय पॉइंटस हैं डिमांड पॉइंटस का सेट हैं इस उदाहरण में तीन डिमांड पॉइंटस हैं हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि सप्लाय पॉइंटस की संख्या डिमांड पॉइंटस की संख्या के बराबर होनी चाहिए हमारे पास एक और परिवहन समस्या है जहां पांच सप्लाय पॉइंटस हैं और आठ डिमांड पॉइंटस है सप्लाय पॉइंटस और डिमांड पॉइंटस की संख्या असमान है हमारे पास एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां आठ सप्लाय पॉइंटस और छह डिमांड पॉइंटस और इस प्रकार अन्य अब समस्या यह है कि मैं 30 30 और 40 की डिमांड को पूरा करने के लिए इस 40 25 और 35 को कैसे परिवहन करें जिससे परिवहन की कुल लागत को कम से कम किया जा सके तो इसे परिवहन समस्या कहा जाता है अब परिवहन समस्या को आगे समझते हैं और इसे ओ आर समस्या के रूप में तैयार करने का प्रयास करते हैं तो चलिए Xij को वह मात्रा मानते हैं जो i से j तक परिवहन की जानी है अब इस नोटेशन में i सप्लाई पॉइंटस के सेट को दर्शाता है और j डिमांड पॉइंटस या डेस्टिनेशन प्वाइंटस को दर्शाता है अब सप्लाई पॉइंट को LHS और डिमांड पॉइंट को RHS की तरफ दर्शाना प्रथागत है एक पंक्ति एरोतीर सप्लाई पॉइंट से डिमांड पॉइंट की तरफ परिवहन को दिखातीदिखाता है तो आइए Xij को वह मात्रा माने जिसे सप्लाई प्वाइंट i से डिमांड पॉइंट j तक परिवहन किया जाना है तो जाहिर है हम परिवहन की कुल लागत को न्यूनतम करना करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ∑i ∑j Cij Xij को न्यूनतम करना होगा अब क्योंकि 3 सप्लाई पॉइंट्स है i 1 2 3 क्योंकि 3 डेस्टिनेशन प्वाइंट के डिमांड पॉइंट्स है तो 9 Xij वैरियेबल्स होंगे और 9 Cij होंगे या लागत यूनिट लागत कोएफिशिएंट यूनिट लागत कोएफिशिएंटस 8 9 7 4 3 5 और इस प्रकार अन्य होंगे तो यदि Xij यहां से यहां इस 1 से 1 तक परिवहन होगा यदि Xij यहां से यहां इस 1 सप्लाई पॉइंट से यहां परिवहन होगा तो इसकी लागत 8 होगी तो इस प्रकार टोटल लागत या कुल लागत होगी क्योंकि परिवहन 9 तरीकों से संभव है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विस्तृत होकर 8X11 9X12 7X13 4X21 3X22 5X23 8X31 5X32 6X33 को न्यूनतम करना होगा तो 9 टर्म है और यह दो समेशन साइन i 123 j123 Cij Xij हमें यह 9 टर्म देंगे और समेशन न्यूनतम करना होगा अब कंस्ट्रेंट्सबाध्यताएं क्या है इस समस्यामें कंस्ट्रेंट्सबाध्यताएं सिग्मा Xij j ≤ ai पर योग जोड़ होगा अब 1 123 तो अब मैं यह कंस्ट्रेंट्बाध्यता constraint समझाता हूं ai सप्लाई की मात्रा है जो उपलब्ध है तो a1 यह 40 a2 यह 25 a3 यह 35 है तो यह कंस्ट्रेंट्सबाध्यता constraint हमें क्या बताता है ∑j Xij ≤ ai मान लीजिए कि मैं पहला सप्लाई पॉइंट लेता हूं जिसमें 40 है अब इस सप्लाई पॉइंट से मैं इसे ले जा रहा हूं अब इस सप्लाई पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं कुछ परिवहनकर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता लेकिन जो भी हो यह 40 जो इसमें उपलब्ध है 40 ही परिवहन किए जा सकते हैं तो अगर X11 इस पॉइंट से यहां जा रहा है 1 से 1 तक X12 यहां जा रहा है और X13 यहां जा रहा है तो X11 X12 X13 कुल मात्रा है जो सप्लाई पॉइंट एक से बाहर जा रही है और यह उपलब्ध मात्रा से कम या बराबर होना चाहिए जो कि 40 है तो यहां प्रत्येक सप्लाई प्वाइंट के लिए तीन कंस्ट्रेंट्स हैं पहले पॉइंट के लिए कंस्ट्रेंट X11 X12 X13 ≤ 40 होगा दूसरे सप्लाई पॉइंट के लिए जो a2 25 है कंस्ट्रेंट X21 X22 X23 ≤ 25 होगा तीसरा पॉइंट यह X31 X32 X33 ≤ 35 होगा इसलिए यहाँ तीन कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें एक ही अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है और प्रत्येक सप्लाई प्वाइंट के लिए तीन कंस्ट्रेंट्स हैं आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स का दूसरा सेट है जो कहता है ∑i Xij ≥ bj अब bj इन डिमांड पॉइंटस में मांग का प्रतिनिधित्व करता है तो bj का प्रतिनिधित्व करता है तो तीन डिमांड पॉइंटस हैं जो यहां दिए गए हैं जिनके मान 30 30 और 40 हैं अब यदि आप 30 के साथ पहला डिमांड पॉइंट लेते हैं अब 30 की डिमांड को इन 40 25 और 35 से भेजकर पूरा किया जा सकता है तो X11 को इस 40 से भेजा जाता है X21 को दूसरे सप्लाय पॉइंट से भेजा जाता है X31 को तीसरे सप्लाय पॉइंट से भेजा जाता है तो इस X11 X21 X31 के लिए यहाँ X11 है यह इस आर्क में हमारा X21 होगा और X13 है तो X11 X21 X31 पहले डिमांड प्वाइंट पर आता है और मांग को पूरा करना है इसलिए इसे b1 30 से अधिक या बराबर होना चाहिए इसलिए फिर से प्रत्येक डिमांड प्वाइंट के लिए तीन कंस्ट्रेंट्स हैं तो पहला डिमांड प्वाइंट कंस्ट्रेंट् X11 X21 X31 ≥ 30 होगा इसलिए एक ∑i 1 से 3 दूसरा X12 X22 X32 ≥ 30 होगा जो दूसरे डिमांड पॉइंट में डिमांड है और तीसरा कंस्ट्रेंट् X13 X23 X33 ≥ 40 होगा तो 3 कंस्ट्रेंटस हैं डिमांड कांस्टेंट हैं और फिर हमारे पास नॉन नेगेटिविटी प्रतिबंध Xij ≥ 0 है इस बिंदु पर हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या हमें इंटीजर क्वांटिटी परिवहन करना चाहिए या क्वांटिटी कंटीन्यूअस वेरिएबल हो सकती हैं और अब हम यह मानने वाले हैं कि Xij जो परिवहन की जाने वाली मात्रा है वह कंटीन्यूअस वेरिएबल है जिनके साथ हम शुरू करने वाले हैं तो यह परिवहन समस्या का सूत्रीकरण फॉर्मूलेशनformulation है तो अगर मेरे पास m सप्लाई पॉइंट्स हैं तो इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रथागत है यदि n डिमांड या डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं तो वेरिएबल की संख्या Xij mn हैं वेरिएबल की संख्या है हमारे उदाहरण में हमने m n दोनों 3 के बराबर है इसलिए हमारे पास नौ वेरिएबल थे अन्यथा यह mn है और फिर m सप्लाई पॉइंट्स हैं इसलिए यहाँ प्रत्येक सप्लाई पॉइंट के लिए m कंस्ट्रेंट होंगे n डिमांड पॉइंट्स हैं n कंस्ट्रेंटस होंगे तो यह mn वेरिएबल और m n कंस्ट्रेंटस और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन होगा अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें देखने की जरूरत है कि परिवहन समस्या संतुलित है जब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर होती है तो क्या हम इसके माध्यम से अब कह सकते हैं 30 30 और 40 की मांग है 100 इकाइयों की मांग है अब हम यह मानने वाले हैं कि हमारे पास सप्लाय पॉइंटस में पर्याप्त मात्रा है इसलिए सौ की इस डिमांड को पूरा करने के लिए जाहिर है यह समस्या हम हल करते हैं यदि हमें अब सभी डेस्टिनेशन प्वाइंट की डिमांड को पूरा करना है तो टोटल अवेलेबिलिटी या कुल उपलब्धता या सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट के बराबर या अधिक होनी चाहिए केवल तभी हम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा भेजने में सक्षम होंगे चलिए अब मैं फॉर्मूलेशन पर वापस आता हूं और फॉर्मूलेशन ∑j Xij ≤ ai ∑i Xij ≥ bj Xij ≥ 0 के लिए ∑ Cij Xij ∑∑Cij Xij को न्यूनतम करना करने की बात करता है फॉर्मूलेशन में वेरिएबल के संदर्भ में लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है Xij कंस्ट्रेंट constraints लिनियर इनिक्वालिटीज है और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है इसलिए यह समस्या लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या है परिवहन समस्या एक लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या है यह पहली चीज है जो हमने देखी है कि परिवहन समस्या एक लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या है चलिए अब इस परिवहन समस्या के समाधान के लिए अब हम वापस आते हैं जिसका अर्थ है कि हमें सभी डिमांड को पूरा करना है और सभी डिमांड कंस्ट्रेंट को संतुष्ट करना है जो है टोटल सप्लाई टोटल डिमांड से अधिक या बराबर होनी चाहिए तो इस समस्या के लिए पहली बार में एक संभव समाधान है तो टोटल सप्लाई ≥ टोटल डिमांड होगी समस्या पर एक और नज़र डालने से हमें यह भी पता चलेगा कि यदि टोटल सप्लाई टोटल डिमांड से अधिक है क्योंकि इस समस्या में टोटल डिमांड 100 है या किसी भी मात्रा ∑ bj में हम किसी भी डिमांड पॉइंट पर आवश्यकता से अधिक परिवहन नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड से अतिरिक्त मात्रा परिवहन करने से केवल परिवहन लागत बढ़ेगी यहां इस मान्यता के अंतर्गत है कि परिवहन लागत की सभी इकाइ नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव होती है इसीलिए यदि टोटल सप्लाई किसी एक डिमांड पॉइंट पर टोटल डिमांड से अधिक या बराबर होती है तब भी हम डिमांड से ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे इसलिए समस्या अच्छी हो जाती है जब हमारे पास ∑ ai ∑ bj होता है जिसका अर्थ है टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर है हमारे पास व्यावहारिक समाधान होगा हम डिमांड को पूरा करने में सक्षम होंगे और समस्या अलग नहीं होगी यदि वास्तव में टोटल सप्लाई टोटल डिमांड से ज्यादा होगी इसलिए भले ही टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर या उससे अधिक हो यह एक समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त है जहां टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर है तो जब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर होती है जैसे यहां इस समस्यामें दिखाया गया है उसे संतुलित परिवहन समस्या कहते हैं तो ∑ ai टोटल सप्लाई है ∑ bj टोटल डिमांड है तो यह समस्या संतुलित परिवहन समस्या कहलाएगी अब चलिए सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या हमारी समस्या संतुलित है या नहीं टोटल सप्लाई 40 25 65 35 100 30 30 60 40 100 है तो ∑ ai ∑ bj हमारी समस्या जिसे हम गणितीय उदाहरण के रूप में देख रहे हैं वह एक संतुलित परिवहन समस्या है किंतु हमने यह भी देखा कि यहां परिवहन समस्या एक लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या है तो यदि हमारी समस्या एक लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या है जिसमें वेरीएबलस और m n कंस्ट्रेंट्स है तब हम लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या को सीधे हल कर सकते हैं लेकिन इससे पहले चलिए हम यह जानते है कि जब टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर हो तो इसके क्या इंप्लीकेशन है अंत में हमारे पास एक ऐसी स्थिति होगी जहां हम उपलब्ध सभी सप्लाई जो कि उपलब्ध है का उपयोग करते हैं और हम डिमांड को भी पूरा करते हैं क्योंकि टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर है इसलिए जब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर होती है तो इन असमानताओं को बदलकर संतुलित परिवहन समस्या को लिखा जा सकता है जो यहां लिखा गया है उस समीकरण के साथ इन असमानताओं को बदलकर लिखा जा सकता है तो कंस्ट्रेंट्स ∑ Xij ai और ∑i Xij bj बन जाते हैं तो एक संतुलित परिवहन समस्या के लिए लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या में असमानताओं के बजाय समीकरण होंगे यह एक लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या है और हम इस लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या को सिंपलेक्स एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हुए हल करने के बारे में सोच सकते हैं और इस प्रकार अन्य भी लेकिन अगर हम इस उदाहरण को देखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 9 वेरिएबलस और 6 कंस्ट्रेंटस होंगे और हमारे लिए इसे हल करना मुश्किल हो जाएगा यदि हम सॉल्वर या अन्य तरीके का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका उपयोग करना थोड़ा आसान है ऐसा करने के लिए लेकिन फिर समय के साथ परिवहन समस्या का अध्ययन करने वाले लोगों ने यह भी समझा कि लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में इसे हल करने की तुलना में परिवहन समस्या को हल करने के लिए अच्छे कुशल और तेज़ तरीके भी हैं इसलिए परिवहन समस्या के लिए विशेष विधियाँ और तकनीकें हैं जिनका उपयोग परिवहन समस्या को सिंपलेक्स टेबल की तुलना में तेज और शीघ्र तरीके से हल करने के लिए किया जाता है भले ही सिंपलेक्स टेबल का उपयोग इसे हल करने में किया जाता है अब ये तेज और शीघ्र विधियाँ लिनियर प्रोग्रामिंग और डुअलिटि के विचारों का भी उपयोग करती हैं जिसे हमने इस कोर्स में पहले देखा है अगली कक्षा में हम देखेंगे कि ये कौन से विशेष तरीके हैं जो परिवहन समस्या को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं और सिंपलेक्स टेबल के उपयोग की तुलना में शीघ्रता से हल कर सकते हैं